मैं आपके लिए एक लाइन लिख रहा हूँ यह समीकरण हमने लिया है आप 2 b समीकरण को जानते है VZBUSCf V1 V2 Vr Vn Z11 Z12Z1n Z21 Z22 Z2n Zr1 Zr2ZrrZrn Zn1 Zn2Znn 0 0 Ir If 0 0 जब आप इस Vr ZrrIf को लेते है ठीक यही कारण है हम Vr ZrrIf लिख रहे है यह समीकरण 5 है तो अब इसका मतलब है rth बस पर फॉल्ट के अंतर्गत वोल्टेज VrfVr0Vr है जो कुछ भी परिवर्तन पाया जाता है वह VrfVr0VrVr0 ZrrIf है यह समीकरण 6 है ठीक इस आरेख से VrfZfIf है अगर आप इस आरेख से लिखते है तो यह Vrf यह फॉल्ट धारा If है और यह Zf है तो VrfZfIfठीक तो इसीलिए हम ZfIf को इस आरेख से केवल लिख रहे है इसका मतलब है आपका समीकरण 6 और 7 लेकिन VrfVr0 ZrrIf इसलिए यह VrfZfIfVr0 ZrrIfठीक इसका मतलब है इस समीकरण से आप IfVr0ZrrZf प्राप्त कर सकते है यह समीकरण 8 है अब ith बस मे समीकरण 5 का उपयोग करते हुए ri समीकरण 5 मे रखते है इस समीकरण को देखें Vr ZrrIf ith बस मे ri रखे लेकिन Vi ZirIf नहीं दिया गया है Zii मत बनाएँ नही तो गलती होगी यह समीकरण 9 है इसलिए समीकरण 6 का उपयोग करके जब इस समीकरण मे ri रखते है तो इस स्थिति मे आपका VifVi0 ZirIf हो जाता है यह समीकरण 10 है इसका मतलब है समीकरण 10 और 8 से यदि IfVr0ZrrZf यह आप यहाँ प्रति स्थापित करते है यदि आप ऐसा करते है तो आपको VifVi0 ZirZrrZf Vr0 प्राप्त होगी यह समीकरण 11 है और समीकरण 11 मे ir के लिए आप VrfVr0 ZrrZrrZf Vr0ZfZrrZf Vr0 प्राप्त करोगे यह समीकरण 12 है ठीक तो ये सब आपके एक बड़े नेटवर्क के लिए फॉल्ट की गणना है तो अब आप ध्यान दें कि Vi0 पूर्व फॉल्ट बस वोल्टेज है और लोड फ्लो अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है और शॉर्ट सर्किट अध्ययन के लिए ZBUS मैट्रिक्स YBUS मैट्रिक्स को व्युत्क्रम करके प्राप्त किया जा सकता है यह भी ध्यान दें कि सिंक्रोनस मोटर्स को भी ZBUS सूत्रीकरण मे शॉर्ट सर्किट अध्ययन के लिए शामिल किया जाना चाहिए अगर यह वहाँ है हालाँकि शॉर्ट सर्किट अध्ययन नेटवर्क सूत्रीकरण मे लोड प्रति बाधा को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है क्योंकि ये जेनरेटर और ट्रांसमिशन लाइनों के प्रति बाधा की तुलना मे बहुत बड़े होते है तो उस लोड प्रति बाधाओं को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है तो यह एक सामान्य चीज है कि आपके पास एक पावर नेटवर्क है और एक विशेष बस बार में फॉल्ट हुई है तो आप सभी जेनरेटर emfs को उसके ट्रांजिएंट और उप ट्रांजिएंट रिएक्टेंस से शॉर्ट सर्किट कर देते है और बस को फॉल्ट करते है जहाँ फॉल्ट हुई है ठीक तो अब आपको थेवनिन एकुईवेलेंट प्राप्त करना है तो यहाँ आप उस वाले को पूर्व फॉल्ट के द्वारा एक्साइट करते है वहाँ वोल्टेज माइनस Vr0 फॉल्ट प्रति बाधा के साथ सीरिज़ मे है और तदनुसार अन्य सभी गणना समान है इसका मतलब यह सब समतुल्य नेटवर्क फाल्टेड बस में आपका धारा इंजेक्शन If या बाकी बसें है जहाँ कोई धारा नहीं है या धारा इंजेक्शन 0 है तो इसके आधार पर हमें यह मिला है ठीक अब यह फॉल्ट धारा बस i से बस ij तक प्रवाहित हो रही है जो कि IfijyijVif Vjf है फिर आप आसानी से गणना कर सकते है और सामान्य रूप से ith जेनरेटर के लिए पोस्ट फॉल्ट जेनरेटर धारा Ifgi Vgi Vifjxgi है यह समीकरण 14 है तो इस प्रकार से आप थेवनिन एकुईवेलेंट के लिए जा सकते है और इसके तदनुसार आप सभी फॉल्ट वॉल्टेज और धारा की गणना कर सकते है अब ZBUS एल्गोरिदम मे जाने से पहले हम एक उदाहरण लेंगे उदाहरण के लिए यह आपका एक नेटवर्क है ट्रांसफॉर्मर वहाँ है रिएक्टेंस दिया गया है जेनरेटर वहाँ है यहाँ xg1 भी दिया हुआ है यहाँ भी वही ट्रांसफार्मर की रेटिंग दी गई है 11 kV 100 MVAठीक और रिएक्टेंस 005 दिया गया है जेनरेटर रिएक्टेंस xg1010 दिया गया है और यह सभी लाइन प्रति बाधा दी गई है प्रतिरोध की उपेक्षा की गई है और बस 4 पर फॉल्ट हुई है सभी बस का पूर्व फॉल्ट बस वोल्टेज 1 और पूर्व फॉल्ट धाराएँ 0 मान रहे है तो यह धारणा हमने मानी है और आपको शॉर्ट सर्किट का हल पता लगाना है तो सबसे पहले आपको YBUS प्राप्त करना है तो इस स्थिति मे आपको YBUS प्राप्त करना है इस स्थिति मे हम क्या करेंगे हम पहले YBUS की गणना करेंगे तो यह Y11 मान लें यह Y13 होगा यह Y12 होगा यह Y14 होगा इसके अलावा आपको कुछ संख्या बनाना है Y10 कुछ बस नंबर 0 ठीक तो यह जेनरेटर xg1 और ट्रांसफार्मर xT1 यह भी आपको लेना है इसका मतलब है आपको यह 005 और 011 लेना है यहाँ ये सीरिज़ मे है तो 015 इसका मतलब है आपका प्रति बाधा दिया हुआ है तो आपको Y13Y12 Y14Y10का पता लगाना है इसका मतलब यह है कि यह 01 और 005 इसके साथ आप YBUS मैट्रिक्स का निर्माण करते है और YBUS मैट्रिक्स का निर्माण करने के बाद यह मेरे पास है लेकिन मैं आपको यह YBUS मैट्रिक्स नही दे रहा हूँ आप बनाएँ और आपको ZBUsYBUS 1 प्राप्त होगी ये सभी Z दिए जाएँगे लेकिन सवाल यह है कि हमे ZBUS मैट्रिक्स को प्राप्त करनी है तो इस स्थिति मे ZBUS वास्तव मे यह एक 4 बस समस्या है तो ZBUS 4 4 मैट्रिक्स होगा ध्यान दे कि कक्षा मे हम 4 4 YBUS मैट्रिक्स का व्युत्क्रम नही कर सकते है यह कक्षा मे संभव नहीं है इसके लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता है इसलिए जब भी हम संख्यात्मक या समस्याएँ दे रहे है तो यह डेटा प्रदान किया जाएगा तो जो भी ZBUS दिया जाएगा सीधे डेटा प्रदान किया जाएगा अन्यथा कोई भी कक्षा मे समस्या को हल नहीं कर सकता हैउदाहरण के लिए आप YBUS मैट्रिक्स को लेते है फिर मैट लैब मे ZBUS मे परिवर्तित करते है यह एक पूर्ण ZBUS मैट्रिक्स है तो Z BUS j 01806 j 01194 j 01438 j 01560 j 01194 j 01806 j 01560 j 01438 j 01438 j 01560 j 02712 j 01486 j 01560 j 01438 j 01486 j 02712 तो समीकरण 11 का उपयोग करके VifVi0 ZirZrrZf Vr0 है ठीक तो अब आपका सभी पूर्व स्थिति मे वोल्टेज है V10V20V30V4010 pu और बस 4 फॉल्टेड बस है जो कि r4 है rth बस फॉल्टेड बस है इसका मतलब फॉल्ट प्रति बाधा Zf0 क्योंकि हमने एक सॉलिड फॉल्ट लिया है तो V1fV10 Z14Z44V4010 j01560j02712×1004247 pu इसी प्रकार V2fV20 Z24Z44V4010 j01438j02712×1004697 pu ठीक इसी प्रकार आपका V3fV30 Z34Z44V4010 j01486j02712×1004520 pu और फॉल्ट बस 4 पर हुई है इसलिए V4f00 ठीक तो आपने V1fV2fV3fV4f को प्राप्त कर लिया है अब फॉल्ट धारा को समीकरण 13 का उपयोग करके गणना किया जा सकता है IfijyijVif Vjf ठीक If12y12V1f V2f1Z12V1f V2f04247 j04697j04j01125 pu इसी प्रकार सभी अन्य चीजों के लिए If13j0091 puIf14 j21235 puIf24 j1565j puIf23 j00885 pu तो यह एक वास्तव मे आसान उदाहरण है जिसमे हम थेवनिन एकुईवेलेंट का उपयोग करके फॉल्ट धाराएँ को आसानी से गणना कर सकते है लेकिन एक चीज यह है कि आपको फॉल्ट अध्ययनों मे ZBUS मैट्रिक्स की आवश्यकता होती है तो इस अध्याय का वास्तव में इरादा आपको इस फॉल्ट अध्ययन के कुछ उदाहरण को दिखाना है और मुख्य बात आपका ZBUS निर्माण एल्गोरिदम कि YBUS के व्युत्क्रम लेने के बजाय ZBUS निर्माण एल्गोरिदम को कोई कैसे बना सकता है क्योंकि एक बड़े नेटवर्क के लिए जब आप सीधे YBUS के व्युत्क्रम पे जाओगे तो यह त्रुटि दे सकता है तो कुछ विशेष तकनीक है व्युत्क्रम प्राप्त करने के लिए लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे लेकिन हमारी उद्देश्य अभी ZBUS मैट्रिक्स के निर्माण के लिए है तो यह 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह बहुत दुर्लभ है लेकिन फिर भी हमें विचार करना है और हमें अध्ययन करना है तो हम असंतुलित लोड के समय पर सिमेट्रिकल कम्पोनेंट्स और पॉजिटिव नेगेटिव और 0 सीक्वेंस कम्पोनेंट के बारे मे पूरी विस्तार से देखेंगे जब हम अलग अलग प्रकार के उदाहरण लेंगे अभी ZBUS मैट्रिक्स का निर्माण ठीक तो मूल रूप से IBUSYBUSVBUS मै इसे CBUSYBUSVBUS के रूप मे लिख रहा हूँ यह आपके ZBUS मैट्रिक्स के सूत्रीकरण है अब यह VBUSYBUS 1CBUS तो यह समीकरण 15 है जहाँ ZBUSYBUS 1 अब धारा इंजेक्शन तकनीक द्वारा ZBUS का सूत्रीकरण यधपि यह तकनीक ज्यादा अच्छी नही है लेकिन देखें कैसे चीजें है ठीक तो यह समीकरण 15 मेरा मतलब यदि आप इस समीकरण को मैट्रिक्स रूप के बजाय ऐसे लिखते है तो तब V1Z11I1Z12I2Z1nInV2Z21I1Z22I2Z2nIn V3Z31I1Z32I2Z3nInVnZn1I1Zn2I2ZnnIn ये समीकरणों के संग्रह हम बना रहे है तो यह समीकरण 17 है ठीक तो समीकरण 17 अगर हम Z11Z12 की गणना करना चाहते है तो हम लिख सकते है ZijViVj I1I2I3In0 Ij≠0 फिर हमे Zij प्राप्त होता है तो इस तरह हम प्राप्त कर सकते है तो इस स्थिति मे हम एक छोटा उदाहरण लेंगे मान ले आपके पास एक साधारण बस 1 बस 2 है और 1 रेफ़रेंस बस है तो यह V1 वोल्टेज है इस तीर का मतलब है कि यह प्लस ध्रुवीयता है और यहाँ यह माइनस है ठीक यहाँ V2 के लिए भी एक ही चीज़ है तो यहाँ धारा I1 दिखा रहे है यहाँ I2 है और यह 4 यह कुछ प्रतिरोधक है 4 5 और 6 से जा रहा है आप प्रति इकाई केवल ले सकते है और यह रेफ़रेंस बस है तो आपको इस सिस्टम के लिए ZBUS मैट्रिक्स प्राप्त करना है V1और V2 इस रेफ़रेंस बस के संबंध मे बस 1 और बस 2 के वोल्टेज है और यह ब्रांच घटक 4 5 6 है जिसे हमने लिया है अब आप क्या कर सकते है आप इसका प्रति बाधा मैट्रिक्स प्राप्त करते है उदाहरण के लिए पहले आप बस 2 को खुला रखे मतलब बस 2 को खुला परिपथ किया जाता है और बस 1 एक प्रति यूनिट धारा इंजेक्ट करता है मतलब बस 1 पर आप 1 pu धारा को इंजेक्ट करते है लेकिन बस 2 खुला परिपथ है इसका मतलब है यह I11 pu धारा है लेकिन यहाँ कुछ भी इंजेक्ट नहीं होगा तो धारा इस बस 2 से यह मूल रूप से I20 है और यहाँ I11 है तो यह I11धारा यहाँ बह रही है क्योंकि यह धारा 0 है इसी प्रकार I11 यहाँ पर बह रही है और इस तरह से वापस लौट रही है तो I11 I20 आप पहले क्या करे कि इस लूप मे आप KVL लागू करें यदि आप ऐसा करते है तो यह 5×I16×I1V1 होगा इसका मतलब है V1I111Z11 तोZ1111 इसी तरह आप इस लूप मे KVL लागू करते है तो 4×I26×I1V2 V2I1Z216 ठीक तो यह मैंने आपके अगले पृष्ठ में लिखा है अब Z11V1110Z21V260 इसी प्रकार इसे आप खुला रखें और बस 2 पर आप एक प्रति यूनिट धारा इंजेक्ट करें और उसी तरह आप KVL को इस लूप मे लगाएँगे और KVL को इस लूप मे लगाएँगे तो आपकोZ22V2100 Z12V16 मिलेंगे एक बार आप इस लूप मे KVL लगाते है और एक बार यहाँ आप लगाते है ठीक सब कुछ दिया गया है मतलब है Z11Z12Z21Z22आपको मिल गया है तो ZBUS यह एक धारा इंजेक्शन विधि है तो ZBUSZ11 Z12 Z21 Z22 11 6 6 10 यह ZBUS मैट्रिक्स है जिसे ओपन सर्किट प्रति बाधा मैट्रिक्स भी कहा जाता है तो यह एक कार्यप्रणाली है जो मैंने आपको दिखाया है कि कोई इस चीज़ को कैसे प्राप्त कर सकता है लेकिन बड़े नेटवर्क के लिए इस तरह से यह ZBUS प्राप्त करना वास्तव मे मुश्किल है तो अबZBUS मैट्रिक्स के निर्माण के लिए एल्गोरिदम तोZBUS मैट्रिक्स वास्तव मे क्रमशः प्रक्रिया है जो ब्रांच से ब्रांच को आगे बढ़ाता है तो हमे ब्रांच से ब्रांच को आगे बढ़ना है और हमे यह समझने की कोशिश करना है कि ZBUS निर्माण एल्गोरिदम के लिए कैसे जाना है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जहाँ तक कोडिंग का संबंध है यह काफी आसान है जो कोडिंग जानता है वास्तव मे उसके लिए यह आसान है तो इस विधि का मुख्य लाभ यह है कि नेटवर्क एलेमेंट्स के किसी भी संशोधन के लिए ZBUS मैट्रिक्स के पूर्ण पुनर्निर्माण की आवश्यकता नहीं है इसका मतलब है अगर नेटवर्क में कुछ संशोधन है ठीक तो इस एल्गोरिदम का उपयोग करने से पूरे नेटवर्क को संशोधित करने की आवश्यकता नही है केवल कुछ भाग को संशोधित करने की आवश्यकता हैलेकिन यदि आप YBUS मैट्रिक्स के व्युत्क्रम के लिए जाते है तो आपके पास छोटे संशोधन भी है और इसके साथ साथ आपको पूरे व्युत्क्रम करने की आवश्यकता है जो वांछनीय नहीं है तो इसीलिए हम ZBUS बिल्डिंग एल्गोरिदम के लिए जाएँगे तो कभी कभी हम इसे टाइप 1 संशोधन कहते है तो टाइप 1 संशोधन का मतलब है कि कुछ इस तरह टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 इस तरह से हम इसे नाम देते है तो इस स्थिति मे मैं इसे समझाऊंगा मैं यह चित्र दिखाऊंगा कि ब्रांच प्रति बाधा Zb को एक नई बस से रेफ़रेंस बस मे जोड़ा जाता है हम कुछ बसें नई बस और कुछ बसें पुरानी बस और एक रेफ़रेंस बस मानेंगे तो इस स्थिति मे ब्रांच प्रति बाधा Zb को एक नई बस से रेफ़रेंस बस मे जोड़ा जाता है मतलब एक नई बस को नेटवर्क मे जोड़ी जाती है और ZBUS का आयाम एक से बढ़ जाता है इसका मतलब है मान लीजिए कि आपके पास एक n बस समस्या है और आप एक नई बस जोड़ रहे है मतलब है कि ZBUS मैट्रिक्स का आयाम एक से बढ़ जाएगा मान लीजिए यह एक 10 बस समस्या है मान लीजिए ZBUS1010 मैट्रिक्स है और आप एक और बस जोड़ रहे है तो यह 11 बस हो जाएगा इसलिए ZBUS 1111 मैट्रिक्स हो जाएगा यह 1 से बढ़ जाएगा ठीक तो अब आप इसे क्या करेंगे आप एक निष्क्रिय रैखिक n बस पावर सिस्टम नेटवर्क लेते हैं आपके पास बस 1 बस n बस i बस j है और k बस एक नई बस है और r रेफ़रेंस बस है तो इस संकेतन से वास्तव मे कैसे आगे बढ़ाया जाएगा आपको यह समझना होगा बस i और j यह पुरानी बसें है बस r रेफ़रेंस बस है बस k यह एक नई बस है मतलब नई बस को नेटवर्क मे जोड़ा जाता है इसका मतलब है कि यह k बस एक नई बस है और इसे जोड़ा जाता है यह एक रेफ़रेंस बस से जुड़ा है इसका मतलब है कि यह टाइप 1 संशोधन है मतलब ब्रांच टाइप 1 संशोधन है ब्रांच प्रति बाधा Zb एक नई बस से रेफ़रेंस बस मे जोड़ा जाता है इसका मतलब है यह k बस एक नई बस है मैंने इस संकेतन मे लिखी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ठीक k बस एक नई बस है और इसे Zb प्रति बाधा से जोड़ा जाता है यहाँ रेफ़रेंस बस के संबंध मे kth बस का वोल्टेज Vk है और धारा Ik है ठीक यह k बस पर धारा इंजेक्शन Ik है तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है आप VkZbIk कह सकते है या चित्र 6 से इस चित्र से केवल इतना है कि Zb के बजाय यह ब्रांच प्रति बाधा जुड़ा है जिसे हम यहाँVkZkkIk लिख सकते हैं तो बेहतर अंकन Zkk होना चाहिए लेकिन जैसा कि k जुड़ा नहीं है तो बेहतर है कि आप इसे i12n के लिए ZkiZik0 बनाते है तो अन्य सभी Z 0 है आपको वास्तव मे गणितीय समीकरण पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है इसका मतलब है कि ZkkZb और आपका ZBUS मैट्रिक्स क्रम एक से बढ़ गया है तो Z बस नई होगी जो भी वहाँ ZBUS था लेकिन आयाम एक से बढ़ रहा है तो यह सब रो 0 है केवल डायग्नल ZbZkk होगा ठीक तो ZBUSNEWZBUSOLD 0 ⋱ 0 Zb तो kth बस को जोड़ा जाता है इसलिए आयाम एक से बढ़ गया है और यह ZBUSOLD आपके सिस्टम के लिए उपलब्ध था हम इसे कैसे कर रहे है बाद मे हम जानेंगे ठीक तो यह समीकरण 9 है यह टाइप 1 संशोधन कहा जाता है तो पहले केवल 1 एलेमेंट्स को ZBUSOLD के डायग्नल मे जोड़ा जाएगा और ये सभी 0 है यह रो इस कॉलम से इस कॉलम तक और इस रो तक ये सभी एलेमेंट्स 0 होगा ठीक आगे आपका टाइप 2 संशोधन है तो पिछली ZBUSOLD एक नई ब्रांच को जोड़ने से पहले बस प्रति बाधा मैट्रिक्स है अब टाइप 2 संशोधन इस स्थिति मे क्या होगा कि ब्रांच प्रति बाधा Zb एक नई बस k से पुरानी बस j मे जोड़ा जाता है तो मैंने आपको बताया है कि बस i और j पुरानी बसें है और k एक नई बस है और r एक रेफ़रेंस बस है तो इस स्थिति मे ब्रांच प्रति बाधा Zb एक नई बस से जोड़ा जाता है यह एक नई बस से पुराने बस j है यह एक टाइप 2 संशोधन है इसका मतलब है कि इस बस को प्रति बाधा Zb के द्वारा जोड़ा गया है यह धारा Ik है यह Ij है तो धारा इंजेक्शन यहाँ IjIk है और यह वोल्टेज यहाँ jth बस वोल्टेज परVj है और kth बस वोल्टेज Vk है तो इसका मतलब है इस चित्र से आप KVL उपयोग करते है तो यह VkVjZbIk होगा इस तरह से मैंने आपके लिए बनाया है इसे समझना आसानी होगा इसका मतलब हम इस पूरी समीकरण को इस प्रकार लिख सकते है V1 V2 Vn Vk ZBUSOLD Z1j Zj1 Zj2 Znj ZjjZb I1 I2 In Ik तो आप इसे देखें VkVjZbIk ठीक तो VkZj1I1Zj2I2ZjjIjIkZjnInZbIk तो यह चीज वास्तव मे VkZj1I1Zj2I2ZjjIjZjnInZjjZbIk है तोपहले हमने Vj लाल रंग तक ZbIk को लिखा है उसके बाद अगर आप सरल करते है तो यह ZjjZbIk आएगा इसका मतलब यह समीकरण ZBUSNEWZBUSOLD Z1j Zj1 Zj2 Znj ZjjZb तो यह वास्तव मे आपका ZBUSNEW है तो केवल इस समीकरण से केवल Vkth समीकरण को जोड़ा जाएगा और फिर आप सरल करेंगे तो इस स्थिति मे भी ZBUS मैट्रिक्स का आयाम एक से बढ़ जाएगा क्योंकि यह पहले k बस था अब यह रेफ़रेंस बस मे जोड़ा गया था आपकी पुरानी बस मे जोड़ा गया है इसलिए केवल इस एलेमेंट्स को ही गणना करना है विशेष रूप से यह वाला अन्य चीजें ज्ञात है लेकिन यह इस वाला से बढ़ी है ठीक तो यह वास्तव मे ZBUSNEW है